हमने पहले ऑर्डर सर्किट में थोड़ा सा समय बिताया है लेकिन हम वहां से कुछ सिद्धांतों को भी सामान्यीकृत करते हैं जो उच्च क्रम सर्किट पर लागू होंगे अब हमने अब तक जो कुछ भी सेट किया हैउसके साथ आप किसी एकल कपैसिटर या एकल इंडक्टर के साथ किसी भी सर्किट का विश्लेषण कर सकते हैं और मैं कहता हूं कि एकल कपैसिटर या इंडक्टरमान लीजिए कि आपने स्रोत के शून्य होने के साथ सभी समानांतर श्रृंखला संयोजन संभव किए हैं स्रोत के शून्य होने के साथ आपको प्रभावी रूप से एक एकल कपैसिटर या एकल इंडक्टर मिलेगा यह पहला ऑर्डर सर्किट है तो वह सब अब आप विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है क्या ये ठीक है एक समय स्थिरांक होगा जिसे आप कपैसिटर या इंडक्टर के टर्मिनलों पर थेवेनिन प्रतिरोध का पता लगाकर पा सकते हैं अबहमने अभी तक जो नहीं किया है वह है इंडक्टर्स और कैपेसिटर दोनों को एक साथ रखनातो चलिए ऐसा करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है तो अभी तक हमारे पास केवल रेसिस्टर्स और इंडक्टर्स या रेसिस्टर्स और कैपेसिटर हैं अब हमारे पास सब कुछ एक साथ होगा अबहमारे पास लूप में कुछ करंट है जिस तरह से मैंने सर्किट को चुना हैवह तीनों तत्वों को निश्चित रूप से श्रृंखला में रखना है जरूरी नहीं कि हम इसे अलग अलग तरीकों से प्राप्त कर सकें और हमारे पास लूप करंट वाला एक ही लूप है और हमारे पास है V RV L और V C के कई वेरिएबल हैं इसलिए सबसे पहले कृपया वीसी के संदर्भ में अंतर समीकरण लिखें कृपया ऐसा करें विद्यार्थी मैं डिफरेंशियल एक्वेशन भी व्युत्पन्न करूँगा आप अपने उत्तर की तुलना मुझे प्राप्त होने वाले उत्तर से कर सकते हैं आपको दूसरा आर्डर डिफरेंशियल एक्वेशन मिलता है जो कि विद्यार्थी L C × V C का दूसरा व्युत्पन्न RC × V C V C V S का समय व्युत्पन्न तो आपको वह मिलता है और आप बस इतना करते हैंइस लूप के चारों ओर KVL VR VL VC VS और फिर VR और VL को V C के रूप में व्यक्त करें यह VR है C × DVcdt करंट है और वह × R है रेसिस्टर भर में वोल्टेज और यह एल × व्युत्पन्न इंडक्टर के पार वोल्टेज है उसके लिए हम सर्किट के लिए डिफरेंशियल एक्वेशन को V R आर या V L के संदर्भ में लिख सकते हैं V R के संदर्भ में यह क्या हो सकता है हमें क्या मिलेगा विद्यार्थी कृपया फिर से VR के पदों में अवकल समीकरण प्राप्त करें और इसकी तुलना मुझे प्राप्त होने वाले समीकरण से करें आपको बाईं ओर बिल्कुल वही शब्द मिलेंगे क्योंकि सर्किट वही LC × समय के संबंध में VR का दूसरा डेरीवेटिव है RC समय के संबंध में VR का पहला डेरीवेटिव VR RC × VS का पहला डेरीवेटिवस्रोत वोल्टेज हैं हमेशा की तरह आपको प्रश्न का वही सजातीय हिस्सा मिलता है तो केवल दाहिना हाथ जो बदल गया है और यदि आप इसे करते हैं यदि आप V L की कोशिश करते हैं तो आपको फिर से वही चीज़ मिल जाएगी यानी बायां हिस्सा समान हैडिफरेंशियल एक्वेशन और दाहिना हाथ अलग होगा तो इसका मतलब यह है कि नेचुरल रिस्पांस का सर्किट में किसी भी मात्रा के लिए समान रूप होगा और आप इसेके संदर्भ में भी लिख सकते हैं जो कि बहुत आसान भी है I बस VR R है तो आप इसे केवल R से भाग दें और आपको y के पदों में अवकल समीकरण प्राप्त होगा तो यह सर्किट को नियंत्रित करने वाला डिफरेंशियल एक्वेशन है और हमेशा की तरह पहले हम प्राकृतिक प्रतिक्रिया या सजातीय समीकरण का हल खोजेंगे और वह क्या है तुम्हे जो करना है V S को 0 पर सेट करें इसलिए हमारे पास छात्र L C × समय के संबंध में V C का दूसरा डेरीवेटिव R Cसमय के संबंध में V C का पहला व्युत्पन्न V C 0 इससे प्रतिक्रियाशील अपेक्षा का रूप क्या है एक्सपोनेंशियलमेरा मतलब है कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल एक्वेशन का मानक समाधान है वह बस क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल का व्युत्पन्न एक एक्सपोनेंशियल है तो आप किसी भी संख्या में डेरिवेटिव को एक साथ जोड़ते हैं आप उम्मीद करते हैं कि उन सभी में समय के एक समारोह के रूप में कुछ एक्सपोनेंशियल होगाइसलिए मैं रद्द करने का एकमात्र तरीका उचित मूल्यों में सभी गुणांक होने से है तोअगर मुझे लगता है कि V C कुछ है इसका मतलब है कि यहां p x t और सिर्फ आयामों को सही रखने के लिए मैं V नोड का उपयोग करूंगालेकिन वह कहीं भी रद्द हो जाएगा तो मेरे पास क्या है पहला टर्म क्या है विद्यार्थी अगर मैं इस V C को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दूं L C × p स्क्वायर RC × p 1 × V0 एक्सपोनेंशियल pt 0 ऐसा होने वाला एकमात्र तरीका है अगर वह क्वाड्रैटिक एक्वेशन 0 मुझे लगता है कि हमने इस प्रकार की चीजें की हैं इसे के रूप में जाना जाता है विभेदक समीकरण की विशेषता एक्वेशन जब हमने इसे पहले ऑर्डर सर्किट के लिए कियातो हमने इसे सीधे इस तरह नहीं किया हैं हमने होमोजेनोस एक्वेशन प्राप्त करने के लिए चरों में हेरफेर किया और वहां से हमें उत्तर मिलेलेकिन बिल्कुल वही प्रक्रिया काम करेगी क्योंकि उस मामले में अंतर समीकरण क्या था विद्यार्थी R C × V C V C का प्रथम अवकलज 0 यह होमोजेनोस एक्वेशन था और अगर मैं मान लेता हूं कि V C V 0 एक्सपोनेंशियल p× t हैतो मुझे R C × p 1 V 0 एक्सपोनेंशियल pt 0 मिलेगा तोp के मान जो इस पूरी चीज को 0 के बराबर संतुष्ट करते हैंडिफरेंशियल एक्वेशन को संतुष्ट करेंगे स्पष्ट रूप से p माइनस 1 बटा R C है p के आयाम क्या हैं आवृत्ति एक्सपोनेंशियल p t एक्सपोनेंशियल का तर्क आयाम रहित होना चाहिए तो p × t आयामहीन है p फ्रीक्वेंसी है इसलिए यदि आप करैक्टरिस्टिक्स एक्वेशन को हल करते हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल की संभावित फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती हैं तो इसी तरह यहां आपके पास एक द्विघात एक्वेशन है आपको दो समाधान मिलेंगे और समाधान क्या हैं इसलिए इस भाग को 0 के बराबर होना चाहिए तो p के दो बिंदुओं पर है विद्यार्थी हमें क्वाड्रैटिक एक्वेशन का मानक हल मिलता है जो कि माइनस RC या माइनस RC स्क्वायर माइनस चार × LC दो × LC है जिसे माइनस R बटा 12 माइनस √R बटा 2 l पूरा स्क्वायर माइनस भी लिखा जा सकता है 1 एल सी द्वारा तो आप इसे किसी भी रूप में लिख सकते हैंइसलिए p के दो मान हैं जो इसे संतुष्ट करते हैंनेचुरल रिस्पांस के लिए क्या मतलब है सर्किट के लिए दो मोड दो नेचुरल मोड हैं तो p 1 और p 2 और दोनों संभावित घातीय p 1 t और एक्सपोनेंशियल p 2 t हैं और वास्तविक नेचुरल रिस्पांस 2 के कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे क्योंकिदो संभावित समाधान के लीनियर डिफरेंशियल एक्वेशन के लिए कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक समाधान हैं तो मान लीजिए कि एक घातांक p 1 t a 2 घातांक p 2 t वे इस समांगी अवकल समीकरणों के समाधान हैं और आप 1 और 2 की प्रारंभिक स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको आगे जांचना है इसलिए अब हमारे पास एक कोआर्डिनेट एक्वेशन हैं तो जड़ों के लिए क्या संभावनाएं हैं तो पी 1 और पी 2 दोनों वास्तविक हैं यदि आपको यह दो विशिष्ट घातांक मिलते हैं तो उस मामले में यह समाधान है और आप प्रारंभिक स्थितियों से 1 और 2 पाते हैं और फिर यह संभव है कि p एक और p 2 समरूप और वास्तविक हों और अंत में p 1 और 2 जटिल संयुग्मित हों अब आप p 1 और p2 को एक दूसरे के जटिल संयुग्मित होने के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं तो पी 1 2 वास्तविक और विशिष्ट में यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और ऐसा कब होता है जब वे RC वर्ग को 4 L C से बड़ा समझेंगे या दूसरे शब्दों में आर वर्ग 4 Lसे C से बड़ा होगा तो सामान्य तौर पर वे होंगे दो स्पष्टीकरण हैं छात्र महोदयनेचुरल रिस्पांस में अब आप अन्य मामलों पर भी विचार करें जब p 1 और p 2 वास्तविक और समान हैं और जब उनके जटिल एक दूसरे के संयुग्मित होते हैं तो हम पहले दूसरे पाठ में एक दूसरे आर्डर सिस्टम को देखेंगे दो पहले आर्डर सिस्टम के एक समूह के रूप में और इन मुद्दों पर वापस आएं क्योंकि इससे हमें समाधानों को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी